इसलिए आइए हम लाइन के एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम किस तरह से लाइन का उपयोग कर सकते हैं हम इसके मूल्य के संदर्भ में कागज या किसी अन्य सतह पर आकर्षित करते हैं इसलिए जब हमारे पास एक रेखा होती है जो प्रकाश और छाया के संदर्भ में भी होती है तो हम इसे एक सम मूल्य कह सकते हैं जो वितरित है और सम मान भी इसमें एक दो आयामी आकार का उत्पादन करेगा लेकिन जब हम अलग अलग मूल्य के साथ एक रेखा देखते हैं जो आकार को सही पाने के लिए निरंतर होना भी होता है अब हम कोशिश करेंगे और देखेंगे कि मूल्य कैसे बदलता है मूल्य क्या है और किसी विशेष वस्तु के लिए उच्च मूल्य क्या है और कम मूल्य की चीज क्या है और उच्च मूल्य और कम मूल्य भी कैसे एक विपरीत बना सकते हैं हम देखेंगे कि इसे बनाकर जैसा कि हम अब तक कर रहे हैं इसलिए अपनी पेंसिल के दबाव को बदलकर हम एक मूल्य अंतर की भावना प्राप्त कर सकते हैं जब हम मूल्य के संदर्भ में कुछ इस तरह कहते हैं कि हमने पेंसिल को बहुत मुश्किल से रखा है हम दबाव छोड़ते हैं इसे हल्का बनाते हैं और हमें मूल्य अंतर की एक श्रृंखला मिलती है तो यह जितना गहरा है उतना ही कम मूल्य है और हल्के भागों का मूल्य अधिक है इसलिए जब हम अक्रोमेटिक ग्रे के संदर्भ में चीजों पर विचार करते हैं जो कि कोई क्रोमा मौजूद नहीं है तो अरोमा कोई क्रोमा नहीं है कोई क्रोमा मौजूद नहीं है वहां कोई रंग मौजूद नहीं है तो हम शुद्ध मूल्य के संदर्भ में सोचते हैं और शुद्ध मूल्य कुछ और नहीं सफेद और काला है सफेद उच्चतम मूल्य रंग है और काला सबसे कम मूल्य का रंग है और सभी रंग प्रत्येक और हर रंग सीमा के अंतर्गत आते हैं इसलिए यदि हम एक रंग गहरा और अधिक गहरा बनाते हैं तो इसका मतलब है कि हम रंग बढ़ा रहे हैं लेकिन हम उस रंग के मूल्य को कम कर रहे हैं तो मूल्य में कमी के साथ यह अधिक से अधिक गहरा हो जाता है तो कुछ बिंदु पर रंग पूरी तरह से गहरा हो जाएगा और वह काला है उसी तरह यदि हम इसमें प्रकाश बढ़ाते हैं तो हम इसके मूल्य को बढ़ाते रहते हैं तो यह हल्का और हल्का हो जाता है और अंत में यह सफेद में परिवर्तित हो जाता है तो यह है कि हम मूल्य कैसे बदलते हैं प्रत्येक रंग बीच में कहीं खड़ा होता है तो चरम काले और सफेद हैं इसका मतलब है कि उच्च मूल्य और निम्न मूल्य खिंचाव और रंग बीच में आता है और अगर आप रंग को हटाते हैं और हम वहां ग्रे की सीमा को देखने की कोशिश करते हैं तो हम शुद्ध मूल्य के संदर्भ में सोचते हैं और यह सिर्फ ग्रे और सफेद और काला है जो कि एक सीमा है तो आइए देखें कि अक्रोमेटिक ग्रे को सिंगल लाइन ड्राइंग में कैसे लागू किया जा सकता है और सतह बनाने के लिए भी हम सिंगल यूनिट के रूप में लाइनों का उपयोग कैसे कर सकते हैं हम इसे गुणा करते हैं और हम इसे सतह की बनावट में बदल देते हैं जो हमें यह भी बताती है कि क्या सतह चमकदार है या यह चटाई है या यह बिल्कुल चिकनी है या इस तरह से लाइन का कार्य भी हमें सतह की गुणवत्ता का संकेत देता है जो एक और विचार से जुड़ा है एक और तत्व जो बनावट है अब ये कुछ आकार हैं जो गोलाकार हैं इसलिए ये वृत्त हैं अब सर्कल को एक गोले में परिवर्तित किया जा सकता है जब हम कुछ मॉड्यूलेशन के साथ यहां एक रेखा खींचते हैं तो यहाँ शायद यह आदेश है वे एक सपाट और दो आयामी हैं लेकिन फिर हम दबाव बढ़ा सकते हैं तो हम इस बिंदु से शुरू करते हैं इसे गहरा बनाते हैं इसे छोड़ते हैं जो हमें कुछ मात्रा प्रदान करेगा हम इसे हल्का रख सकते हैं फिर से वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं तो यह कुछ मॉड्यूलेशन बनाएगा और सतह अब सपाट नहीं रहेगी इसी तरह इस विशेष आकार में हम इसके मूल्य के संदर्भ में कुछ भाग बढ़ा सकते हैं तो यह उच्चतम मूल्य क्षेत्र है जहां लाइन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है इसलिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ एक प्रकाश स्रोत है इसलिए हमें यहां से एक प्रकाश मिलता है और यह हिस्सा प्रकाश में आता है इस वजह से तो अन्य भाग को गहरा होना चाहिए इसलिए हम इसके मूल्य को कम करके गहराई बढ़ाते हैं लेकिन यह बहुत अचानक है इसलिए हमें यहां क्रमिकता पैदा करने की आवश्यकता है तो इस रेखा के आरेखण में यह वह भाग है जहाँ कोई प्रकाश नहीं गिर रहा है और यह वह भाग है जहाँ हमारे पास एक प्रकाश डाला हुआ क्षेत्र है पहले हमने मानसिक रेखा के गठन के बारे में बात की थी लेकिन यहां गठन एक अलग मोड़ ले रहा है जब हम देखते हैं कि कुछ हिस्सा एक अंतर पैदा कर रहा है जिसे एक चमकदार सतह के संदर्भ में भी लिया जा सकता है तो सतह जहां प्रकाश अधिक चिंतनशील है जो इसमें एक उच्च मूल्य विपरीत बना सकता है इसलिए हम इसे अब आरेख पर कैसे देखते हैं कि यह हिस्सा अंधेरा है और यह रंग में बहुत हल्का है यह लगभग प्रतिबिंबित है तो यह एक क्षेत्र है जिसे हम हाइलाइटेड क्षेत्र कह सकते हैं और यह डार्क जोन है अब एक रेखा के माध्यम से खुद को चित्रित करना जो हमें यह बताने के लिए पर्याप्त है कि सतह की बनावट कैसी है आइए हम एक और जटिल सतह लेते हैं शायद एक फूलदान तो यह पतला है यह मोटा है फिर से यह पतला हो जाता है और यह मोटा हो जाता है तो यह है कि हम कैसे कुछ विचार प्राप्त करते हैं लाइन को कैसे काम करना चाहिए अब जब हम सतह पर काम करते हैं तो यह सिर्फ एक रेखाचित्र होता है यह भी सिर्फ रेखा चित्र है लेकिन यह सुझाव दिया गया है आइए हम एक और रेखा खींचते हैं कुछ हिस्सा कम मूल्य के साथ दूसरा हिस्सा उच्च मूल्य वाला इसे गोलाकार बनाने के लिए यह अब एक चक्र नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें इसकी मात्रा है तो स्ट्रोक लगाने से फिर कुछ लाइनों की मदद से यह सतह बनाएगा वे समानांतर इकाइयां हैं अब हम स्ट्रोक के क्रम को बदल देंगे यह गहरा हो जाएगा हम दिशा बदलकर क्रम बदल सकते हैं और अतिव्यापी के माध्यम से बहुत अंधेरा हो सकता है केवल एक चीज जिसे हमें ध्यान में रखना होगा कि उसे धीरे धीरे करना होगा तो आइए हम अभ्यास करें कि कैसे अच्छी तरह से और यहां तक कि बनाने के लिए तो अब इस बिंदु पर आइए हम अपने आप को यह देखने के लिए पर्याप्त अभ्यास दें कि कैसे हम अंधेरे या कैसे प्रकाश की तरह लाइनों पर कुल नियंत्रण रख सकते हैं इसलिए यदि हमारे पास इस श्रेणी की एक गुच्छा रेखा है इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ केवल एक जीवन भर का प्रतिपादन है हम इसे थोड़ा गहरा करते हैं हम दबाव को बदलते हैं यह गहरा हो जाता है हम दबाव बढ़ाते हैं यह और भी अधिक गहरा हो जाता है हम दबाव को और अधिक बढ़ा देते हैं यह बहुत गहरा हो जाता है और यह भी यह मोटा हो जाता है हमको नहीं बदलकर द्वारा एक और दौर ले सकते हैं दबाव लेकिन अतिव्यापी वह एक और उपकरण है इसलिए यहां हम दबाव को नियंत्रित कर रहे हैं हम मोटाई को नियंत्रित कर रहे हैं लेकिन हम इस तरह भी ले सकते हैं तो जो हम प्राप्त कर रहे हैं वह एक सीमा है जहां हम उच्च मूल्य से जा रहे हैं उच्च मूल्य ग्रे से कम मूल्य ग्रे से अक्रोमेटिक ग्रे की रेंज में इसलिए हम जो लाइन बनाते हैं वे कुछ और दिशा निर्देश नहीं हैं जब हम सतह बनाते हैं हम एकपूरा कर सकते हैं ड्राइंग को जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि एक रेखा ड्राइंग पर्याप्त रूप से पूरी हो सकती है जब हमारे पास यह वॉल्यूम है और वॉल्यूम भी एकीकृत हैं तो यह एक ड्राइंग हमें मात्रा का एहसास भी दे सकती है हम इसे प्रदर्शित करने के लिए कुछ अनियमित आकार भी ले सकते हैं हम अन्य सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं और बहुत आसानी से एक आकृति बना सकते हैं यदि हम चाहते हैं कि गहराई को मूल्य कम करके बढ़ाया जाए तो हम इन भागों को गहरा बना सकते हैं हम फिर से इस हिस्से को गहरा बना सकते हैं निचले हिस्से को बहुत गहरा कर सकते हैं अगर दूसरी तरफ कोई प्रकाश स्रोत नहीं है तो घटता हो सकता है अंधेरा भी हो तो यह है कि हम एक वॉल्यूम कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो लाइनें मार्गदर्शक कारक हैं जब हमारे पास इस तरह की सतह होती है अगर हम इसे रेखा रेखा की तरह नहीं रखना चाहते हैं तो हम एक सतह के पूरा होने के लिए दिशानिर्देश के रूप में लाइन ले सकते हैं इसलिए इस क्षेत्र में हम जिस लाइन का उत्पादन करेंगे वह समोच्च रेखा के साथ मिलनी चाहिए तो जब यह भाग समोच्च रेखा के साथ सम्मिश्रित होता है तो समोच्च रेखा का महत्व घट जाएगा इसलिए एक उचित प्रदान की गई ड्राइंग में समोच्च रेखा कम महत्वपूर्ण है आइए देखें कि हम समोच्च रेखा के महत्व को कैसे कम करते हैं और इसे इस तरह से रखने के लिए कि हम समोच्च रेखा को सतह में शामिल करें इसलिए लाइन की दिशा बदलकर जब हम लाइन को इकाई के रूप में उपयोग करते हैं तो हम क्रमिकता बनाए रख सकते हैं तो यह सिर्फ एक कदम है यह एक वृत्त को एक गोले में बदलने की दिशा में सिर्फ एक कदम है लेकिन ड्राइंग इसके मुकाबले बहुत अधिक वर्णनात्मक हो सकता है इसलिए बहुत अधिक वर्णनात्मक ड्राइंग करने के लिए हमें उस सतह की गुणवत्ता पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसमें यह शामिल है कि यह किस सामग्री से बना है अब यहां अगर हम आंशिक रूप से इस लाइन को फूलदान के एक हिस्से के रूप में मानते हैं तो हमें सामग्री की गुणवत्ता का स्पष्ट संकेत नहीं मिलता है यहां तक कि इस क्षेत्र के लिए हम नहीं जानते कि यह किस चीज से बना है अब इस एक के लिए अगर हम देखते हैं कि कुछ सतहें बहुत चमकदार होती हैं जो हमें एक सतह का एहसास देती हैं यह धात्विक है लेकिन इस मामले में लाइनें नरम और मोटी भी हैं तो एक नरम और मोटी रेखा एक सतह बनाएगी यहां तक कि बदलते मूल्य की स्थिति में यह हमें एक ऐसी सतह का एहसास देगी जो कम चमकदार या कम परावर्तक है जहां एक तेज समोच्च चमक के रूप में होगा तो आइए देखें कि विभिन्न सतहों पर क्रॉस हैच का उपयोग करके हम इस सचित्र समस्या को कैसे संबोधित कर सकते हैं यहाँ स्ट्रोक बहुत प्रमुख हैं तो यह हमें एक सतह की भी अनुभूति देगा जो कि खुरदरी है और बिल्कुल भी चिकनी नहीं है अब एक ही चीज हम देखेंगे कि यह कैसे काम करता है या एक गोलाकार सतह है जहां हम कुछ स्ट्रोक या कुछ बनावट लागू कर रहे हैं यहां सबसे महत्वपूर्ण विचार ढाल है यदि उपचार क्रमिक नहीं है और उस क्रमिकता में अचानक चूक हो जाती है तो सतह विकृत हो जाएगी हमें एक समरूपता नहीं मिलेगी और हम बस यह कह सकते हैं कि वहाँ कुछ अवसाद है जो वहाँ हो गया है इसलिए अगर हम कहीं एक निश्चित सेंध चाहते हैं तो केवल हम उन स्ट्रोक को लागू करने के क्रम को बदल सकते हैं जो हम पहले कर रहे हैं इसलिए अचानक अगर हमें लगता है कि कुछ हिस्से सफेद हो गए हैं इसका मतलब है वह हिस्सा सूज गया है हम मूल्य को घटाकर मूल्य को घटाकर और स्ट्रोक की संख्या में वृद्धि करके एक दांत के साथ एक हिस्सा भी बना सकते हैं तो एक असमान बनावट वाली सतह को धुंधला दिखाई देगा और हमें इससे बचना चाहिए जब तक कि हम इसे इस तरह नहीं चाहते हैं अब सतह की गुणवत्ता के अनुसार लाइन का उपयोग बहुत सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए सतह को सतह की तरह बनाना बहुत आसान नहीं है यह कपड़े से बाहर बना है या यहां तक कि अगर यह एक कपड़ा है तो हम विभिन्न सामग्रियों के बीच भी अंतर कर सकते हैं जैसे रेशम की कपास की तुलना में एक अलग बनावट होगी या एक पतली सामग्री पतले या महीन सामग्री से अलग दिखेगी हम पारदर्शिता भी बना सकते हैं हम सतह बना सकते हैं जो पारभासी हो जहां प्रकाश से गुजरेगा इसलिए विभिन्न मूल्य स्थितियों को बदलकर हम कई अलग अलग संभावनाओं को संबोधित कर सकते हैं हम धीरे धीरे लाइन की गुणवत्ता देखेंगे जो हमें एक अन्य कारक की ओर ले जाती है जो कि बनावट है जिसे हम निम्नलिखित व्याख्यान में एक अलग शब्द में भी अध्ययन करेंगे लेकिन अभी हम सतह की गुणवत्ता पर विचार कर रहे हैं और कैसे लाइन हमें किसी सतह का बोध करा सकती है जो अन्यथा प्रकृति में पाई जाती है तो लाइन और लाइन की गुणवत्ता के माध्यम से हम उस सनसनी का उत्पादन कर सकते हैं जो किसी अन्य विशेष सामग्री के समान हो सकती है जो वास्तविकता में है तो यह संभव है और जब हम ऐसा करते हैं तो हम फिर से मूल इकाई के रूप में लाइन का उपयोग कर रहे हैं और मूल्य बदलकर हम एक सतह प्रदान कर रहे हैं तो यह सब के बारे में है हम एक्रोमैटिक स्थिति में मूल्य अंतर को कैसे संचालित करते हैं हम अपने ग्रे को कैसे संचालित करते हैं और यहां तक कि जब हम रंग लागू करते हैं तो हम रंग के आवेदन के समान सिद्धांतों का उपयोग करते हैं और हम मूल्य अंतर और इस तरह से सोचते हैं हम मूल्य और इसलिए वॉल्यूम के साथ काम करते हैं